इस व्याख्यान में प्रारंभिक व्याख्यान के परिचय के साथ आपका स्वागत है जो हमारे पास पिछले व्याख्यान में था हम कुछ और विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो परिचयात्मक हैं लेकिन हम उन्हें पिछली बार चर्चा की गई चीजों पर निर्मित करेंगे इस व्याख्यान में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में सॉफ्टवेयर परियोजनाएं क्या हैं सॉफ्टवेयर परियोजनाएं किस प्रकार की हैं हम दो प्रमुख प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की पहचान करेंगे जिनमें एक उत्पाद विकास है और दूसरा सेवा परियोजनाएं हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं और फिर हम पारंपरिक बनाम आधुनिक परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे पहले हमें देखते हैं कि एक परियोजना क्या है यदि हम शब्दकोश में देखेंगे तो पाएंगे कि विभिन्न शब्दकोशों में इसकी कई परिभाषाएँ हैं उदाहरण के लिए एक योजनाबद्ध उपक्रम खोजें उदाहरण के लिए एक बड़ा उपक्रम एक सार्वजनिक योजना इत्यादि है लेकिन अगर आप इन विभिन्न प्रकार की डिक्शनरी परिभाषाओं को देखें तो मुख्य बिंदु यह है कि यह एक योजनाबद्ध कार्य है और यह एक बड़ा काम भी है एक परियोजना की दो प्रमुख विशेषताएं हैं पहली बात यह है कि यह एक नियोजित गतिविधि है दूसरा यह है कि यह अर्थहीन है कि यह एक बड़ा काम है लेकिन फिर हम देखते हैं कि तकनीकी रूप से एक परियोजना क्या है पीएमबीओके में परिभाषित परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर्स बुक ऑफ नॉलेज पांचवें संस्करण परियोजना को एक अस्थायी प्रयास के रूप में एक अद्वितीय उत्पाद सेवा या परिणाम बनाने के लिए परिभाषित किया गया है यह इसमें निहित है कि यह एक अनूठा उत्पाद सेवा या परिणाम बनाने का प्रयास है लेकिन फिर यह अप्रतक्ष्य रूप से निहित है कि यह एक नियोजित गतिविधि है और यह एक बड़ी गतिविधि है हम यह भी कह सकते हैं कि एक परियोजना एक निर्धारित समय अवधि के भीतर तथा एक बजट के भीतर विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए की गई गतिविधियों का एक समूह है तो एक नियोजित गतिविधि और एक बड़ी गतिविधि के अलावा हमारे पास कुछ अन्य चीजें भी हैं जैसे कि समय अवधि है जिसमें हमें काम पूरा करने की जरूरत है और इसके साथ एक बजट भी जुड़ा है अब हमारे पास एक परियोजना की अधिक सटीक परिभाषा है कि यह एक नियोजित गतिविधि है सभी सॉफ्टवेयर परियोजनाओं ठीक है कि यह एक बड़ी गतिविधि है इसे एक निर्धारित समय अवधि के भीतर और एक बजट के भीतर भी करने की आवश्यकता है सभी परियोजनाओं के लिए एक सॉफ्टवेयर क्यों ये निम्नलिखित विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं कि परियोजना को एक सीमित अवधि में पूरा करने की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए हमें कहते है कि एक शॉपिंग मॉल में बिक्री कई वर्षों से हो रही है जो बिक्री वाले लोग हैं काउंटर पर हर दिन बेच रहे हैं क्या यह एक परियोजना होगी नहीं क्योंकि यह अभी चल रहा है हम उस अवधि को संबद्ध नहीं कर सकते हैं जब यह पूरा हो चूका है तो सभी परियोजनाएं जो परिमित अवधि बड़ी परियोजनाएं गैर तुच्छ गैर दोहराव कि है उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती हैं प्रत्येक परियोजना कई कार्यों से मिलकर बड़ी होती है वहाँ भी हम कार्यों के बीच एक पूर्ववर्ती संबंध को परिभाषित कर सकते हैं कि जब तक कुछ कार्य पूरा नहीं होता है तब तक अन्य कार्य नहीं किए जा सकते हैं हम कार्यों के पूरा होने के लिए एक समय अवधि है जिसे परिभाषित कर सकते हैं जैसे हम इस पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम परियोजनाओं के कई सॉफ्टवेयर उदाहरण देखेंगे लेकिन फिर हम परियोजनाओं के कुछ गैर सॉफ्टवेयर उदाहरणों को देखते हैं एक शादी यह एक परियोजना है आपको योजना बनाने की आवश्यकता है यह एक बड़ी गतिविधि है कई उपकेंद्र हैं इसके साथ एक बजट जुड़ा हुआ है एक अवधि है जिसके द्वारा इसे पूरा करने की आवश्यकता है बीटेक BTech डिग्री एक प्रोजेक्ट है एक ऐसी अवधि है जिसके द्वारा आप बीटेक BTech डिग्री पूरी करेंगे इसके साथ एक बजट जुड़ा होता है आपको यह योजना बनाने की आवश्यकता होती है कि आप डिग्री को कैसे पूरा करेंगे एक घर का निर्माण एक परियोजना है एक राजनीतिक चुनाव अभियान है हाँ यह भी एक परियोजना है क्योंकि एक अवधि है जिसके द्वारा अभियान समाप्त हो जाएगा आपको गतिविधियों की योजना बनाने की आवश्यकता है अभियान में कई गतिविधियाँ हैं और यह भी जटिल गतिविधि है लेकिन फिर हमें स्पष्ट करना चाहिए कि कार्य क्या है इसलिए अब तक हमने केवल यही कहा है कि एक कार्य बहुत सरल है प्रायः एक सरल कार्य के लिए पुनरावृति और कोई भी परियोजना प्रबंधन आवश्यक नहीं होता है एक कार्य एक परियोजना के विपरीत एक छोटा सा कार्य है जिसका अर्थ है एक छोटे सीधा लक्ष्य को पूरा करने है केवल व्यक्ति के कुछ आवश्यक घंटों प्रयास कि जरुरत होती है जिसमें अधिकतम एक या दो लोग शामिल होते हैं एक काम किसी परियोजना का हिस्सा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और एक बात यह है कि एक काम आम तौर पर कुछ अन्य कार्यों की पुनरावृत्ति है जो आप पहले से कर चुके हैं आइए हम एक कार्य के कुछ उदाहरण दें एक व्याख्यान कक्षा में भाग लेना बाजार से चॉकलेट खरीदने ऑनलाइन बुकिंग पर रेलवे टिकट बुक करना ये सरल कार्य हैं और आपने यह पहले से ही कई बार किया होगा आपने कई बार एक व्याख्यान में भाग लिया है कई बार बाजार से चॉकलेट खरीदी है आप इसे फिर से दोहराना चाहते हैं आप पहले ही कई बार रेलवे टिकट बुक कर चुके हैं तो ये कुछ हद तक सीधे हैं कुछ घंटों से भी कम समय में एक या दो व्यक्ति कर सकते हैं इसे प्राप्त करने के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता नहीं है और आमतौर पर कुछ चीज़ की पुनरावृत्ति पहले ही हो चुकी होती है इसके विपरीत दूसरी ओर परियोजना में यह बहुत अधिक बड़ा होगा और यह पहले से संपन्न कार्य की पुनरावृत्ति नहीं है अब मुझे आशा है कि हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि किसी कार्य परियोजना और अन्वेषण में क्या अंतर है और परियोजना प्रबंधन परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कार्यों के लिए बहुत छोटे सीधे किसी भी परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है और यह भी कि अन्वेषण बहुत चुनौतीपूर्ण है और वहाँ परियोजना प्रबंधन तकनीक वास्तव में उपयुक्त नहीं हैं अब हम एक महत्वपूर्ण अवधारणा को फिर से देखते हैं जो परियोजना हितधारकों के बारे में है परियोजना हितधारक ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जो परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल हैं और जिनके हित परियोजना के निष्पादन या परियोजना के पूरा होने के परिणामस्वरूप सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं वे परियोजना और उसके परिणामों पर प्रभाव भी डाल सकते हैं हम जो मुख्य बात यहां कह रहे हैं वह यह है कि जो ग्राहक इस परियोजना का उपयोग करेंगे जो सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा वे हितधारक हैं जो प्रबंधन कर रहे हैं वे परियोजना प्रबंधक हैं टीम के सदस्य जो परियोजना को विकसित करने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं प्रायोजक जो परियोजना का वित्तपोषण कर रहे हैं ये प्रमुख हितधारक हैं अन्य हितधारक भी हो सकते हैं उदाहरण के लिए हमें एक विक्रेता कहते हैं विक्रेता शायद कुछ आउटसोर्स सॉफ़्टवेयर विकसित करें परियोजना के उस हिस्से में वह एक हितधारक होगा क्योंकि वह चिंतित है वह रुचि रखता है वह परियोजना में रूचि रखता है वह परियोजना की सफलता या विफलता के परिणाम से प्रभावित होगा लेकिन तब हम हितधारकों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं एक आंतरिक परियोजना हितधारक हैं ये सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले संगठन के लिए आंतरिक हैं और यहां आंतरिक हितधारक परियोजना प्रबंधक परियोजना टीम और शीर्ष प्रबंधन हैं बाहरी परियोजना के हितधारक ग्राहक हैं अगर ग्राहक बाहरी हैं कभी कभी ग्राहक विकास टीम में हो सकता है उदाहरण के लिए एक अलग विभाग या शायद ग्राहक एक ही विभाग हो सकता है जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है लेकिन आम तौर पर ग्राहक बाहरी होते हैं जैसे विक्रेता वगैरह इसलिए ये बाहरी परियोजना हितधारक होते हैं इस व्याख्यान में हम जिस अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा करेंगे वह परियोजना क्षेत्र है परियोजना के दायरे का अनिवार्य रूप से मतलब है कि परियोजना में क्या हासिल किया जाएगा परियोजना को प्राप्त करने के लिए परियोजना को पूरा करने और परिणाम देने के लिए क्या किया जाना चाहिए तो हम परियोजना में क्या करना चाहते हैं यह कैसे किया जाएगा और क्या करने योग्य होगा ये प्रोजेक्ट स्कोप हैं यदि हम इसे एक सूची के रूप में लिखते हैं यह उन विशिष्ट लक्ष्यों की सूची है जिन्हें करने की आवश्यकता है डिलिवरेबल्स क्या होंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किन कार्यों को करने की आवश्यकता है क्या समय सीमाएं हैं और लागत क्या है तो यह प्रोजेक्ट स्कोप है एक परियोजना शुरू करने से पहले परियोजना प्रबंधक को परियोजना के दायरे के बारे में स्पष्ट होना चाहिए परियोजना का लक्ष्य डिलिवरेबल्स परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य समय सीमा और लागत आदि

जब तक परियोजना के दायरे को ठीक से परिभाषित नहीं किया जाता है और परियोजना प्रबंधक परियोजना के दायरे के बारे में स्पष्ट नहीं है परियोजना आमतौर पर एक विफलता में समाप्त होती है ऐसे कई कारक हैं जो परियोजना की विफलता में योगदान दे सकते हैं बस उनमें से कुछ को यहां सूचीबद्ध किया गया है परियोजना के विफल होने के दो प्रमुख कारण यह है कि विकास टीम ग्राहक की आवश्यकताओं को नहीं समझती है और आवश्यकता विनिर्देश को ठीक से नहीं दिया गया है दूसरा कारण यह है कि प्रोजेक्ट स्कोप को खराब तरीके से परिभाषित किया गया है जिसे करने की आवश्यकता है कार्य क्या हैं बजट क्या है समय सीमा क्या है आदि परिवर्तन खराब तरीके से प्रबंधित किए जाते हैं क्योंकि छोटे परिवर्तन अक्सर होते हैं क्योंकि विकास होता है ऐसे परिवर्तन खराब तरीके से प्रबंधित किए जाते हैं चुनी गई प्रौद्योगिकी बदल जाती है आपने इसे एक वायर्ड संचार मानकर विकसित किया होगा एक वायर्ड संचार लेकिन फिर अचानक तकनीक बदल गई है और आपको वायरलेस का उपयोग करना होगा इसमें सॉफ़्टवेयर में बहुत सारे बदलाव शामिल हो सकते हैं व्यवसाय को परिवर्तन की आवश्यकता है वह ग्राहक है जो कुछ व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए सॉफ़्टवेयर रखना चाहता था अचानक पाता है कि व्यवसाय की ज़रूरतें बदल गई हैं पहले उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहता था कि हम ग्राहकों को प्रबंधित करें जो स्टोर पर जाते हैं लेकिन अचानक व्यापार अब एक ऑनलाइन स्टोर का हिस्सा बन गया यह जहां ग्राहक कंपनी का दौरा नहीं करते हैं उस स्थिति में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है तो उसे एक आधा ग्राहक कह सकते है कि जिसे हमने आपको विकसित करने के लिए कहा था हमारी व्यावसायिक आवश्यकताओं में बदलाव आया है और अब हमें उस सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है अवास्तविक समय सीमा उसे कहते है जब समय सीमा बहुत आक्रामक रूप से सेट की जाती है तो डेवलपर्स डिजाइन आवश्यकताओं परीक्षण और आदि पर समझौता करने की कोशिश करते हैं और परियोजना विफल हो जाती है अनुभवी विकास टीम में खराब परियोजना प्रबंधन वगैरह ये विफलता के कुछ कारण हैं लेकिन फिर परियोजना का दायरा कैसे परिभाषित किया जाता है परियोजना प्रबंधक परियोजना के दायरे को परिभाषित करने के लिए क्या करता है बैरी बोहम उन्होंने अपना W5HH सिद्धांत दिया जो 5 Ws और 2 H है 5 Ws परियोजना प्रबंधक हैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जा रहा है इसका क्या उपयोग होगा क्या किया जाएगा यही वह कार्य हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है सॉफ्टवेयर को विकसित करने में सक्षम होना इसे कब तक पूरा करना है एक फंक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है तो जो गतिविधियाँ करने की आवश्यकता है वो कौन करेगा कौन से भागों को आंतरिक रूप से विकसित किया जाएगा कौन से हिस्से एक विक्रेता द्वारा दिए जाएंगे आदि वे संगठनात्मक रूप से कहाँ स्थित हैं वे कौन हैं डेवलपर्स कौन है वे विभिन्न कार्यालयों में कहाँ स्थित होंगे दुनिया भर में विक्रेता कहाँ स्थित होंगे क्या वे ठीक से पहचाने जाते हैं तकनीकी और प्रबंधकीय रूप से कैसे काम किया जाएगा प्रत्येक संसाधन की कितनी आवश्यकता है तो यह लागत को परिभाषित करेगा संसाधन जनशक्ति लागत हो सकता है यह संगणना हार्डवेयर लागत इत्यादि हो सकते है W5HH सिद्धांत परियोजना प्रबंधक के लिए परियोजना के दायरे को ठीक से परिभाषित करने में सक्षम होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है

अब हम एक और बहुत ही प्रारंभिक अवधारणा को देखते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का प्रकार है जिसे बनाया जा रहा है हमने अब तक देखा है कि परियोजनाएं क्या हैं सॉफ्टवेयर परियोजनाएं अन्य परियोजनाओं से अलग कैसे हैं अन्य परियोजना प्रबंधन की तुलना में सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन क्यों मुश्किल है अब आइए देखें कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के क्या प्रकार हैं मूल रूप से दो प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैं एक को उत्पादों के रूप में कहा जाता है जिसे सामान्य सॉफ़्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है और दूसरा सेवाओं या कस्टम सॉफ़्टवेयर को कहा जाता है उत्पाद वह हैं जो आप स्वयं खरीद सकते हैं आप इसे प्राप्त करने के लिए बाजार जा सकते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं ये सामान्य हैं उदाहरण के लिए एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या शायद एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली इत्यादि ये ऐसे उत्पाद हैं जो पहले से ही विकसित किए गए हैं जिनका उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है कई उपयोगकर्ता जो बस उन्हें खरीद कर जा सकते हैं दूसरी ओर सेवाएं कस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है एक बार जब आप पहचान लेते हैं तो आप बाजार में नहीं जा सकते हैं और इसे सीधे प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक व्यवसाय हाउस इन्वेंट्री का प्रबंधन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रखना चाहता है इसके लिए आप केवल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसे स्थापित कर के पूरा करके नहीं कर सकते हैं यह पहचानने की आवश्यकता है कि वे कौन से आइटम हैं जिन्हें प्रबंधित किया जाना है कहा स्टोरहाउस है इत्यादि तो ये विशेष रूप से उस ग्राहक के लिए विकसित किए जाने की आवश्यकता है और यही सेवाएं या कस्टम सॉफ़्टवेयर है हमने देखा है कि कुल व्यापार लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है और अभी कुल सॉफ्टवेयर व्यवसाय आधा उत्पादों में और आधा सेवाओं में है लेकिन फिर सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है सेवाओं के प्रकार की परियोजनाएं लगातार अधिक होती जा रही हैं उत्पाद विकास कम होता जा रहा है क्या कारण है कि सेवाओं की परियोजनाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और उत्पाद प्रकार की परियोजनाएँ कम होती जा रही हैं आइए हम इसके कारण की पहचान करें लेकिन इससे पहले यह जान ले कि जेनेरिक सॉफ़्टवेयर या उत्पाद को पैकेज्ड सॉफ़्टवेयर कहते हैं ये खरीद के लिए पूर्व लिखित हैं आप उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं या स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं बस वहां जाइये और डेटाबेस प्रबंधन पैकेज प्राप्त कर सकते हैं इत्यादि जबकि सर्विस एक कस्टम सॉफ्टवेयर है यह उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर विकसित एक सॉफ्टवेयर है लेकिन तब यह सर्विस भी हो सकती है यह एक कस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे डेवलपर दूसरे सॉफ्टवेयर से तैयार करता है इसलिए यदि आप इन्वेंट्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर चाहते थे और डेवलपर के पास एक अलग व्यवसाय के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर था तो वह आपको इसे छोटे परिवर्तन करने के बाद आपको दे सकता है इसलिए यह एक अन्य प्रकार की परियोजना है तो मोटे तौर पर यहाँ तीन मुख्य प्रकार की परियोजनाएँ हैं दो परियोजनाओं में से एक उत्पाद विकास परियोजनाओं और दूसरी सर्विस परियोजना है और हमारे पास सर्विस की परियोजना कस्टम सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट पूरी तरह से एक ग्राहक के लिए विकसित किया गया है या यह एक कस्टम सॉफ़्टवेयर है लेकिन तब आप एक मौजूदा सॉफ़्टवेयर का टेलर देखते हैं उत्पाद विकास को भी दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है उनमे से एक क्षैतिज बाजार है यह क्षैतिज के लिए एक उत्पाद है बाजार जहां कई प्रकार के ग्राहकों के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यह एक क्षैतिज है यह क्षैतिज बाजार के लिए है लेकिन एक ऊर्ध्वाधर बाजार वह है जहां यह एक विशिष्ट उद्योग के लिए है उदाहरण के लिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर केवल बैंकिंग है बैंक इसके ग्राहक होंगे और यह एक ऊर्ध्वाधर बाजार है या हम कहें कि आप एक सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहते हैं जिसका उपयोग हम मोबाइल ग्राहकों को बिलिंग के लिए करेंग तो यह मोबाइल फोन विक्रेताओं के लिए है और यह भी ऊर्ध्वाधर बाजार है हमने देखा है कि उत्पादों और सेवाओं के दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं लेकिन फिर आप सॉफ़्टवेयर को सूचना प्रणालियों में वर्गीकृत कर सकते हैं जो डेटा संग्रहीत करते हैं संग्रहीत डेटा को प्रोसेस करते है डेटा और आंकड़े को पेश करते हैं यह एक आमतौर पर टिपिकल प्रबंधन सूचना प्रणाली है स्टॉक नियंत्रण सूची प्रबंधन रोगी प्रबंधन आदि यह वेब पर आधारित या स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर हो सकता है और यह एम्बेडेड सॉफ़्टवेयर हो सकते हैं जहां वे हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं उदाहरण के लिए एक ऑटोमोबाइल नियंत्रण सॉफ्टवेयर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नियंत्रण सॉफ्टवेयर रोबोट खिलौने टीवी रिमोट आदि इसलिए यह एक और वर्गीकरण है जिसे हमने अभी देखा है कि उत्पाद विकास और सेवाओं के प्रकार के बीच लेकिन उन्हें वर्गीकृत करने का एक और तरीका हो सकता है सूचना प्रणाली परियोजनाएं या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाएं इन बुनियादी अवधारणाओं के साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आए हैं अगले घंटे में हम जो पहले से ही चर्चा कर चुके हैं उसके आधार पर कुछ और बुनियादी अवधारणाएँ भी होंगी हम इस बिंदु पर रुकेंगे और अगले व्याख्यान में जारी रहेंगे धन्यवाद